हम पहले ही चर्चा कर चुके है कि सर्किट में ऑप एम्प के साइन्स को कैसे निर्धारित किया जाए ताकि यह नेगेटिव फीडबैक में हो अब जिन सर्किट्स को हमने पहले देखा है उनमें केवल एक ऑप एम्प था आइए अब देखते है कि इसे कैसे करना है जब हमारे पास एक सर्किट में कई ऑप एम्प्स होते है और हम उनमें से किसी के साइन्स नहीं जानते है हमें साइन्स को इस तरह निर्धारित करना होगा ताकि वे सभी नेगेटिव फीडबैक में हों मै एक सर्किट लेती हु मैं इस बारे में चिंता नहीं करूंगी कि सर्किट क्या है और यह आप सर्किट विश्लेषण से अपने लिए निर्धारित कर सकते है लेकिन मेरे पास इस प्रकार का एक सर्किट हो सकता है हो सकता है कि सर्किट में एक इनपुट वोल्टेज हो और फिर वहां आउटपुट वोल्टेज हो लेकिन ये साइन्स को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है हम जानते है कि साइन्स का निर्धारण करते समय हम इनपुट को निष्क्रिय कर देंगे मैं इसे OPA 1 और OPA 2 कहती हूं अब मैं व्यवस्थित प्रक्रिया दिखाऊंगी आपके पास थोड़ा सा अनुभव होने के बाद अधिकतर आप सर्किट को देखकर सरल बनाने में सक्षम होंगे लेकिन शुरुआत में आपको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना होगा अब प्रक्रिया अभी भी पहले की तरह ही है हम ऑप एम्प को हटाते है हम ऑप एम्प के आउटपुट को टेस्ट वोल्टेज के साथ प्रतिस्थापित करते है और देखते है कि ऑप एम्प के इनपुट में क्या आता है अब कई ऑप एम्प्स के कारण आप थोड़ी उलझन में आ सकते है और आप उनमें से किसी के भी साइन्स नहीं जानते है हम देखेंगे कि उन मुद्दों को कैसे हल किया जाए तो मैं पहले OPA 1 और फिर OPA 2 के साइन्स को निर्धारित करना चाहूंगी अनुक्रम का कुछ प्रभाव है जैसा कि हम बाद में देखेंगे और Vi 0 पर सेट है जिसका अर्थ है कि यह ग्राउंड से जुड़ा है हम OPA 1 के साइन्स का निर्धारण कर रहे है इसका मतलब है कि इसे हटा दिया गया है और मैं यहां Vtest अप्लाई करती हूं मैं इसे A और B कहती हूं और मैं वहां पर VAB निर्धारित करूंगी अब यह बाकी सब नियमित सर्किट विश्लेषण है केवल एक चीज यह है कि दूसरे ऑप एम्प के बारे में क्या करना है तो हमारे पास यह दूसरा ऑप एम्प भी है तो हम इससे कैसे निपटते है सबसे आसान बात यह मान लेना है कि यह पहले से ही नेगेटिव फीडबैक में है हम नहीं जानते कि साइन्स क्या है लेकिन यह नेगेटिव फीडबैक के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो गए है तो सामान्य तौर पर आप मानते है कि अन्य सभी ऑप एम्प्स नेगेटिव फीडबैक में है जिसका अर्थ है उनके पास वर्चुअली शॉर्टेड इनपुट है अब यह सबसे आसान काम है अगर आप ऐसा कर सकते है तो यह पता चलता है कि आप हमेशा यह धारणा नहीं बना सकते लेकिन अगर आप यह धारणा बना सकते है तो यह आपके जीवन को आसान बना देता है क्योंकि आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले स्थान पर अन्य ऑप एम्प्स के क्या साइन्स थे क्योंकि उनके पास जो भी साइन्स थे इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड है क्योंकि यह अंततः नेगेटिव फीडबैक में होगा इसलिए यह भी 0 वोल्ट पर है अब मैं बाद में चर्चा करती हूं कि क्या होता है यदि आप यह धारणा नहीं बना सकते है लेकिन अभी के लिए इस मामले में हम यह धारणा बना सकते है अब उन मामलों में जहां हम यह धारणा नहीं बना सकते है यदि आप इस धारणा को आगे बढ़ाते है तो आप विरोधाभास में होंगे तो यह तथ्य जाँच का एक तरीका है कि आप यह अनुमान लगा सकते है या नहीं तो आइए बताते है कि यहां क्या होता है अगर हम अनुमान लगाते है हमने यहां Vtest अप्लाई किया है यह पॉइंट 0 पर है इसलिए करंट VtestR4 इस तरह से बहता है और निश्चित रूप से ऑप एम्प के इनपुट में कुछ भी प्रवाहित नहीं होता है और वही करंट R3 में भी प्रवाहित होगा तो इस दिशा में R3 के पार वोल्टेज ड्रॉप यह करंट × R3 है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज Vtest R3R4 है और अब इस पॉइंट और VAB के बीच हमारे पास R2 और R1 से मिलकर एक वोल्टेज डिवाइडर है तो यहाँ वोल्टेज वही होगा जो यहाँ वोल्टेज है जो Vtest R3R4× डिवाइडर अनुपात है जो कि R1R1 R2 है अब कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको इसका स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जानते है कि साइन पहले से ही नेगेटिव है कई सर्किट्स में अनुपात का मूल्य काफी मायने नहीं रखता है लेकिन अब हमने यह निर्धारित कर लिया है तो यह वोल्टेज VAB है और मैंने पहले वर्णित एल्गोरिथम के अनुसार यदि VAB इस तरह एक नेगेटिव संख्या ×Vtest है तो A ऑप एम्प का पॉजिटिव टर्मिनल है और B ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल हैयह सुनिश्चित करेगा कि यह ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है अब इस ऑप एम्प के लिए साइन्स निर्धारित किए जाने के बाद हमें OPA 2 के साइन्स को निर्धारित करना है इसलिए इस ऑप एम्प के साइन्स को और के रूप में निर्धारित किया गया है और Vi 0 है जिसका अर्थ है कि यह ग्राउंडेड है अब मैं दूसरा ऑप एम्प हटा दूंगी और उस तरह एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करूंगी अब OPA 1 के साथ क्या करना है हम उसी धारणा को उपयोग कर सकते है कि OPA 1 नेगेटिव फीडबैक में होगा तो इसके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो गए है लेकिन अब हम एक विरोधाभास में जायेंगे क्योंकि मान लें कि OPA 1 के इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो गए है इसलिए इसका मतलब है कि नॉन इनवर्टिंग इनपुट 0 वोल्ट पर है लेकिन अगर ऐसा है तो यहां करंट 0 है और हमारे पास इस तरफ Vtest है दूसरी तरफ 0 वोल्ट है इसलिए वहां पर करंट VtestR है ऑप एम्प में कुछ भी करंट नहीं बहता है तो आप देख सकते है कि इस नोड पर किरचॉफ करंट लॉ का उल्लंघन किया गया है इसलिए इस मामले में यह नहीं माना जा सकता है कि OPA 1 नेगेटिव फीडबैक में है और इसके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड है इसलिए हमें एक अलग दृष्टिकोण का प्रयास करना होगा अब जब इस ऑप एम्प के साथ सर्किट पूरा हो जाएगा तो यह नेगेटिव फीडबैक में होगा और इसके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो जाएंगे लेकिन जब OPA 2 को हटा दिया जाता है और आप उसे Vtest से बदल देते है तो आप इस धारणा को और नहीं बना सकते तो उस स्थिति में आपको OPA 1 को सीमित गेन के साथ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के रूप में मॉडल करना होगा तो चलिए ऐसा करते है इसके बजाय मैंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हम यह नहीं मान सकते कि OPA 1 के इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड है तो इसके बजाय हमें क्या करना है हम जानते है कि यह ऑप एम्प का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है तो यह A0×Vd होगा अब यह OPA 1 के लिए सिर्फ एक मॉडल है OPA 1 सर्किट में है OPA 2 को हटा दिया गया है और मैं वहां पर Vtest अप्लाई करूंगी और इस बार मैं यह धारणा नहीं बनाऊंगी कि OPA 1 के इनपुट टर्मिनल वर्चुअली शॉर्टेड है वहां जो कुछ भी है मैं बस उसकी गणना करुँगी वैसे Vi हमेशा की तरह 0 पर सेट है अब मैंने यहां Vtest अप्लाई किया है और मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर R2 और R1 है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज Vtest×R1R1 R2 है इसलिए यहां वोल्टेज जो कुछ भी है यह Vd गुणा A0 है तो यह A0 x R1R1 R2×Vtest है अब इस पॉइंट पर हमारे पास Vtest है उस पॉइंट पर हमारे पास यह वोल्टेज है और इसकी गणना इस वोल्टेज और उस वोल्टेज के लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा की जा सकती है सामान्य तौर पर यदि आपके पास दो रेसिस्टर्स के साथ इस तरह का एक सर्किट है और इसमें से कोई करंट नहीं बह रहा है याद रखें कि इसमें से कुछ भी नहीं बह रहा है और अगर मेरे पास यहाँ VA और R3 R4 और VB है तो आप इसे अपने लिए साबित कर सकते है मैं सिर्फ परिणाम लिखूंगी यह वोल्टेज VA×R4VB × R3R4R3 होगा आपको पहले से ही किसी एक्टिविटी प्रश्न या असाइनमेंट प्रश्न में इस तरह का परिणाम मिल गया है और हम यहां इसका उपयोग करेंगे तो अब यहाँ वोल्टेज क्या है मेरे मामले में VA यह Vtest है VB वह पूरी चीज़ है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज मैं इसे A और B से लेबल करुँगी ये ऑप एम्प OPA 2 के इनपुट है तो VAB यह Vtest×R4R3 R4 A0 Vtest R1R1 R2×R3 R3 R4 होगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको इस व्यंजक को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि यहाँ Vtest का गुणांक पॉजिटिव है इसलिए एक बार जब आप पहचान लेते है कि यह पॉजिटिव है तो आप जानते है कि A को इनवर्टिंग टर्मिनल होना चाहिए और B नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है तो अब OPA 1 में ऐसे साइन्स है OPA 2 में ऐसे साइन्स है तो इसके बारे में कुछ बाते आप एक एक करके सभी ऑप एम्प्स के साइन्स का व्यवस्थित रूप से पता लगा सकते है अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यदि आप कई ऑप एम्प्स के साथ एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट डिज़ाइन करते है तो आप साइन्स निर्दिष्ट करेंगे ताकि एक बार जब आप इसे ठीक से सीख लें तो ननेगेटिव फीडबैक मान्य हो लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि ऑप एम्प्स के सभी अच्छे गुण जैसे कि वर्चुअली शॉर्टेड इनपुट तभी मान्य होते है जब प्रत्येक ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में हो और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए की वास्तव में मामला यही है अब दूसरी बात यह है कि कभी कभी यह कहा जाता है कि फीडबैक किसी टर्मिनल पर आता है जो नेगेटिव फीडबैक में होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए लेकिन स्पष्ट रूप से OPA 1 के लिए ऐसा नहीं है आप देख सकते है कि यह इस स्टेज से गुजर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल पर वापस आ रहा है और अब फीडबैक पॉजिटिव टर्मिनल पर वापस आने के साथ OPA 1 नेगेटिव फीडबैक में है जबकि OPA 2 सिग्नल है जो बाहर जा रहा है और अपने नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आ रहा है और यह नेगेटिव फीडबैक में है तो कोई भी रास्ता संभव है अंत में ये दोनों ऑप एम्प्स नेगेटिव फीडबैक में हैं और एक अभ्यास के रूप में आप यहां Vi अप्लाई कर सकते है और फिर V0 का मान निर्धारित कर सकते है अब आइडियल ऑप एम्प्स के लिए आप यह अनुमान लगा सकते है कि इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड है क्योंकि हमने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि ऑप एम्प्स नेगेटिव फीडबैक में हैं तो सामान्य एल्गोरिदम इस प्रकार है तो एक एक करके आप ऑप एम्प को हटाते है और आप ऑप एम्प्स आउटपुट को वोल्टेज स्रोतों से बदल देते है और उस ऑप एम्प के इनपुट में लौटाए गए वोल्टेज की पोलेरिटी देखते है अब उस गणना को करने में आपको सर्किट के बाकी ऑप एम्प्स के साथ कुछ करना होगा यह मान लेना सबसे आसान होगा कि अन्य सभी ऑप एम्प्स नेगेटिव फीडबैक में है इसलिए उनके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड है अब कभी कभी आप यह धारणा नहीं बना सकते क्योंकि इससे एक विरोधाभास पैदा होगायानी किरचॉफ के कुछ लॉ का उल्लंघन होगा या कुछ सर्किट लॉ का उल्लंघन होगा उन मामलों में जो ऑप एम्प्स आपको परेशानी दे रहे है उन्हें एक वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के रूप में मॉडलिंग करना होगा जो कि ऑप एम्प के लिए परिमित गेन के साथ मॉडल है और फिर आप विश्लेषण के साथ आगे बढ़ते है अंत में कभी कभी आपको ट्रायल और एरर का सहारा लेना पड़ सकता है क्योंकि जिस ऑप एम्प को आप वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत से बदल रहे है हो सकता है कि आपने पहले से ही इसके साइन्स को निर्धारित नहीं किया हो तो आपको दोनों साइन्स पर विचार करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा लेकिन अंततः अद्वितीय समाधान होगा उदाहरण के लिए आपके पास इस सर्किट के लिए अलग संभावनाएं नहीं हो सकती है यह एकमात्र संभावना है इसलिए यदि आप दोनों ऑप एम्प्स के साइन्स को उलट देते है तो आप पाएंगे कि ऑप एम्प्स में से एक ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में होगा तो संक्षेप में एल्गोरिदम इस तरह है और आप इसे किसी भी सर्किट के लिए एकाधिक ऑप एम्प्स के साथ उपयोग कर सकते है